यहाँ यह होमोलॉजी मॉडलिंग तकनीक का समग्र सारांश है पहला अगर हम यहां देखें तो यह वह स्ट्रक्चर है जिसकी हमें जरूरत है तो हमारे 2 सीक्वेंसेस हैं इसलिए टेम्पलेट की पहचान करें एलाइनमेंट की जांच करें और टेम्पलेट प्राप्त करें टेम्पलेट प्राप्त करने के बाद फिर एलाइनमेंट सुधारों के साथ यहां जाएं यह एलाइनमेंट है फिर एलाइनमेंट की जाँच करें देखे की एलाइनमेंट में कम अंतराल होना चाहिए एक बार जब हम एलाइनमेंट सुधार करते हैं तो हम बैकबोन उत्पन्न करते हैं बराबर क्योंकि आप एक ही बैकबोन लेते हैं और बैकबोन प्राप्त करते हैं और फिर जब बैकबोन सेट होती है वे यहाँ लुप्स की तलाश करते हैं तो आप यहां कई लूपस देख सकते हैं और इन लूपों को मॉडल कर सकते हैं बराबर जब लूप्स किए जाते हैं तो साइड चेन के साथ जाएं कई लाइब्रेरी हैं जहांआप साइड चेन की जांच कर सकते हैं और जब हम साइड चेन को मॉडल करते हैं फिर अंत में उस मॉडल का अनुकूलन करें बराबर जिसे आप मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशनस का उपयोग करने के लिए भी देख सकते हैं कि क्या इन एमिनो एसिड के रेसिड्यूज में कोई उतार चढ़ाव है और आखिरकार हम मॉडल को मान्य करते हैं यदि आप मॉडल से खुश हैं और यह आवश्यकताओं को पूरा करता है तो यह ठीक है यदि आपको बार बार अलग अलग चरणों में चलना नहीं पड़ता है तो हम लूप बदल देते हैं और आप टेम्पलेट बदल देते हैं या साइड चेन को बदल देते हैं और अंत में और देखें कि क्या मॉडल वैध है या नहीं पहले हमें टेम्पलेट लेने की आवश्यकता है टेम्प्लेट कैसे प्राप्त करें आप BLAST के साथ जाँच करें कि आपका सीक्वेंस क्या देगा और फिर BLAST और अंत में आपको विभिन्न पहचानों के साथ बहुत सारे हिटस मिलेंगे तो मॉडल की आपकी सटीकता टेम्पलेट पर निर्भर करती है और आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छे टेम्पलेट की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है यदि आपको हाय सीक्वेंसआइडेंटिटी के साथ कई हिटस मिलते हैं तो आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य पैरामीटर्स क्या हैं आप सीक्वेंसकवरेज देख सकते हैं और आप अंतराल की कम संख्या देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या प्रोटीन समान परिवारों से संबंधित है बराबर और सभी पहलुओं पर आपको विचार करने की आवश्यकता है और दूसरा यह देखें कि क्या इन प्रोटीनों में कुछ समान फोल्ड्स है और क्षेत्र ठीक से एलाइन हैं इसलिए इन सभी चीजों को आपको टेम्पलेट का चयन करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है फिर दूसरा वाला आप इन विभिन्न प्रोटीनों को देखते हैं और महत्वपूर्ण रेसिड्यूज को देखते हैं क्या रेसिड्यूज इन 2 अलग अलग प्रोटीनों में समान हैं फिर इन सभी पहलुओं के आधार पर आप टेम्पलेट चुन सकते हैं क्योंकि यह टेम्पलेट चुनना बहुत महत्वपूर्ण है अन्यथा आपको एक गलत स्ट्रक्चर मिलेगा इसलिए अब यदि आप देखते हैं कि स्ट्रक्चरस ज्ञात हैं क्योंकि आप अपनी क्वेरी को ज्ञात स्ट्रक्चरस के साथ खोजते हैं तो फिर हम टेम्पलेट्स के साथ स्ट्रक्चरल दिशानिर्देश प्राप्त करते हैं हम अलग अलग स्ट्रक्चरल जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि PDB ज्ञात है और देखें कि क्या आप प्रोटीन के परिवार को देख सकते हैं कैसे स्ट्रक्चरलीसंरक्षित क्षेत्रों के बारे में और फिर यदि आप इन सभी जानकारी को देखते हैं तो आप टेम्पलेट चुन सकते हैं संरक्षित क्षेत्रों की जांच कैसे करें संरक्षित क्षेत्र क्या हैं Refer Time 0333 विद्यार्थी संरक्षित क्षेत्र Refer Time 0333 और प्रोटीन उनके पास लगभग समान स्ट्रक्चरस हैं क्योंकि संरक्षित क्षेत्रों में उनके पास समान स्ट्रक्चरस हैं और वे आंतरिक कोर में हो सकते हैं और ज्यादातर में अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड होते हैं तो इन विवरणों को देखें बराबर और इस रेसिड्यूज का स्थान भी बराबर संरक्षित क्षेत्रों में क्योंकि हम स्ट्रक्चरस जानते हैं बराबर आपको इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए फिर हम जैविक जानकारी और ज्ञात कार्यात्मक एनोटेशन का उपयोग करते हैं क्योंकि कई डेटाबेस मेआप रेसिड्यूज के अलग अलग कार्यों को एक्टिव साइटस या मोटीफ्स के रूप में देख सकते हैं और इन सभी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं अंत में आप टेम्प्लेट चुन सकते हैं आमतौर पर हम क्या करते हैं आप सीक्वेंसलेते हैं और सिर्फ स्विस मॉडल या किसी भी सॉफ़्टवेयर में सीक्वेंस पेस्ट करते हैं तोआपको स्ट्रक्चर मिलेगा तो सवाल यह है कि क्या आपको विश्वसनीयस्ट्रक्चर मिलती है या नहीं इसलिए यदि आप प्रत्येक चरण में कुछ समय सही बिताते हैं तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको अच्छी स्ट्रक्चरस मिलेंगी सबसे महत्वपूर्ण एक वह टेम्पलेट है जिसे आपको मॉडलिंग के लिए उचित टेम्पलेट देने की आवश्यकता है तो उस स्थिति में आप कम से कम 60 प्रतिशत से अधिक आश्वस्त हो सकते हैं कि आप विश्वसनीय स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं तो ये वो विधियाँ हैं जिनका उपयोग हम टेम्पलेट के लिए करते हैं आपने BLAST ब्लास्टका उपयोग किया और फिर आपने ज्ञात स्ट्रक्चर डेटाबेस का बराबर और अंत में आपको PDB से स्ट्रक्चरस प्राप्त होती हैं यह ठीक है ठीक है अब आपको क्या करना है आपके पास टेम्पलेट हैं आपके पासअपना क्वेरी सीक्वेंसहैं और आपको वह टेम्पलेट मिल जाए जिसे आप साहित्य और अन्य जानकारी से जांच करते हैं आपने निर्णय लिया है कि यह आपका टेम्पलेट है फिर भी आप देखते हैं कि एलाइनमेंट सही है या नहीं उदाहरण के लिए यदि आप एक एलाइनमेंट देखते हैं बराबर एलैनिन उत्परिवर्तित ग्लूटामिक एसिड है तो आप किसी भी रेसिड्यूज को एलाइन कर सकते हैं जो संभव हो किसी भी रेसिड्यूज को बदल सकते हैं लेकिन यह विश्वसनीय है या नहीं बराबर अगर यह alanine है और धंसा हुआ क्षेत्र है और हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं ग्लूटैमिक एसिड के लिए उत्परिवर्तन यह वही है जो होने की संभावना नहीं है क्योंकि यह प्रोटीन को बराबर अस्थिर करेगा क्योंकि एलैनिन एक हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू है यह एक हाइड्रोफोबिक कोर है और यदि एलैनिनका ग्लूटैमिक एसिड मे उत्परिवर्तन होता है तो क्या होगा अस्थिरता बराबर क्योंकि यह एक चार्ज रेसिड्यू है बराबर यह प्रोटीन को अस्थिर कर देगा इसलिए इस प्रकार केएलाइनमेंट में यह कम संभव है कि इस एलाइनमेंट में आपको बदलने की आवश्यकता है तो एक अंतर या बराबर और आप इन रेसिड्यूज को एलाइन नहीं कर सकते हैं जिन्हें आपको ठीक सेएलाइन करना है तो आप कई सीक्वेंस एलाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं संरक्षित रेसिड्यूज और आपका टेम्प्लेट क्या संरक्षित रेसिड्यूज को ठीक से एलाइन किया गया है या नहीं अगर यह ठीक से एलाइन नहीं है तो आपको सुधार करना होगा तो यह ठीक से है तो आप टेम्पलेट देख सकते हैं और देख सकते हैं जो रेसिड्यूज प्रोटीन के बाहर हैं उनकी तुलना में कौन से रेसिड्यूज कोर मे हैऔर उनके बदलने की संभावना कम है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण रेसिड्यूज है बराबर फिर आप इनसरशन डीलीशनस और अंतराल को भी देख सकते हैं बराबर आपको अंतराल को यथासंभव कम करना होगा क्योंकि यदि आप अधिक संख्या में अंतराल का परिचय देते हैं तो यह कम संभव है बराबर इस मामले में आप जांचते हैं कि अंतर यथासंभव छोटा होना चाहिए ठीक मैं एक उदाहरण दिखाऊंगा कि यहां आप एक टेम्पलेट स्ट्रक्चर देख सकते हैं यह हरे रंग में है यह हरे रंग में है यह टेम्पलेट स्ट्रक्चर है इसलिए हमने 2 प्रकार की स्ट्रक्चरस के साथअलाइनमेंट किया है एक तो आप लाल रंग में देख सकते हैं और एक नीले रंग में है यदि आप लाल रंग को देखते हैं तो यह यहाँ लाल है और यहाँ यह यहाँ तक है और यहाँ यह अंतराल है यदि आप लाल रंग का उपयोग करते हैं तो एक बड़ा अंतर है और एक और एक है जिसे आप नीली रेखा का उपयोग करके सुधार कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि नीला यहाँ तक है और फिर से यह यहाँ से जाता है और यह अंतराल है यह एक एलाइनमेंट के लिए अंतराल है यह इस मामले में दूसरे एलाइनमेंट के लिए एक अंतर है जिसमें से एक को आपको चुनना है यहां दूसरा जिसे आप कम अंतराल के साथ एलाइन कर सकते हैं तो यदि आपके पास अब आपके पास तैयार किए गए टेम्पलेट हैं और आप सुधार एलाइनमेंट में सुधार करते हैं और एलाइनमेंट भी ठीक है तो फिरअगला कदम क्या है Student Backbone generation विद्यार्थी बैकबोन जनरेशन Backbone generation rightबैकबोन जनरेशन बराबर क्योंकि यदि आपके पास उदाहरण के लिए सीक्वेंस है तो आपके पास सीक्वेंस है बराबर और यह आपका क्वेरी सीक्वेंस है और आपके पास टेम्पलेट है जो आपको उदाहरण के लिए सही मिलता है आपके पास एक टेम्पलेट है यदि आप इस में देखते हैं तो बैकबोन एक समान है यदि आप इसे खींचते हैं आपको यह सीक्वेंस मिलेगा N C अल्फा C N C अल्फा C N तो यहां आपके पास हाइड्रोजन है और यह R समूह है यदि आप क्वेरी सीक्वेंस लेते हैं या टेम्पलेट तो बैकबोन समान है तो क्या अंतर है अंतर साइड चेन में है पहले वाला ले लो जिसमे आप AI देख सकते हैं और यह दूसरा AIR तो बैकबोन इस मामले में समान है आप सिर्फ बैकबोन की नकल कर सकते हैं और यह भी कि अगर आप कुछ मामलों को देखते हैं तो इस मामले में साइड चेन समान हैं आप साइड चेन को भी कॉपी कर सकते हैं इस प्रकार हम बैकबोन उत्पन्न कर सकते हैं देखें यह बैकबोन है आपके टेम्प्लेट के दाईं ओर यह उसी लक्ष्य के लिए टेम्प्लेट की बैकबोन है जिसे आप समान कॉपी करते हैं बराबर अब एक लक्ष्य के लिए बराबर आप सिर्फ उस बैकबोन की नकल करते हैं जो ठीक है और यहां आप क्या करते हैं तो एक ही बैकबोन का उपयोग करें और यहां आप कुछ साइड चेन देख सकते हैं इस साइड चेन से हम किस सदृश हैं विद्यार्थी समान साइड चेन टेम्प्लेट और लक्ष्य के बीच समान हैं इसलिए उदाहरण के लिए एक ही अमीनो एसिड रेसिड्यू जैसा कि मैंने यहां A और I दिखाया है वे समान हैं तो इस मामले में आप केवल साइड चेन को कॉपी कर सकते हैं और फिर अगला चरण है लूप मॉडलिंग क्योंकि यह महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि स्टेरिक ओवरलैप्स के आधार पर लूपस को चेक करें कभी कभी हमारे पास छोटे लूप होते हैं कभी कभी आपके पास लंबे लूप होते हैं यदि आप हेलिक्स और स्ट्रैंड लेते हैं और पुष्टि करते हैं प्रतिबंधित हैं हेलिक्स कुछ विशिष्ट पुष्टि अधिकार लेते हैं रामचंद्रन प्लॉट्स में क्या सीमा है यह 50 60 है जो सीमा के ठीक नीचे है आप पुष्टि देख सकते हैं कि यहां तक कि स्ट्रैंडस तो इस मामले में वे अत्यधिक लचीले हैं ठीक है यह अलग अलग रूप लेता है तो इस मामले में आप इस अलग लूप क्षेत्रों के बीच एक विशिष्ट डिग्री ओवरलैप देख सकते हैं फिर आपको लूपस के भीतर परमाणुओं की सही जांच करनी होगी और देखना होगा कि ये परमाणु प्रोटीन में कैसे फिट होते हैं ओके मैं एक उदाहरण दिखाऊंगा इसलिए यदि आप टेम्प्लेट लेते हैं और आपका लक्ष्य आपको एक बार दिखाई देता है तो यह वास्तविक लूप है इसलिए हम इस क्षेत्र को यहाँ देख सकते हैं आप जिस लक्ष्य को अपने टेम्प्लेट में देखते हैं उससे अधिक लंबा लूप देख सकते हैं तो इस मामले में आपको इन लूपों को मॉडल करने की आवश्यकता है इन रेसिड्यूज को प्रतिस्थापित करें मॉडलिंग को लूप करने के लिए विभिन्न विकल्प हैं या तो आप विभिन्न प्रोटीन स्ट्रक्चरस में समान रेसिड्यूज की जांच कर सकते हैं जो सभी लूप क्षेत्रों में शुरू होते हैं और फिर देखते हैं कि आप उसरेसिड्यूज के साथ जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं और अंत में आप सुधार और ऊर्जा को कम कर सकते हैं और पुष्टि सुधार कर सकते हैं तो इसी तरह से यह लूप मॉडलिंग एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस मामले में अत्यधिक लचीला है कि आप इन ज्ञात संरचनाओं और लूप क्षेत्रों से डेटा प्राप्त कर सकते हैं और आप इन लूपों को इस विशेष लूप की रचना को सही बना सकते हैं तो अब आपनेएलाइनमेंट को सुधारने के लिए टेम्प्लेट किए हैं और आपने बैकबोन उत्पन्न किया है और हम लूप क्षेत्रों के लिए लूप क्षेत्रों को फिट करते हैं जो अत्यधिक स्थिर नहीं हैं लेकिन हमने इन लूप को इन नियमित सेकेंडरी स्ट्रक्चरस के भीतर बनाया है अब हमें साइड चेन को बदलना होगा यदि सीक्वेंसआईडेंटिटी बहुत अधिक है तो यह ज्यादातर किया जाता है उदाहरण के लिए यदि यह 90 प्रतिशत सही है तो साइड चेन का 90 प्रतिशत हम पहले से ही उत्पन्न कर सकते हैं और इस प्रोटीन का केवल 10 प्रतिशत हमें साइड चेन उत्पन्न करने की आवश्यकता है यही कारण है कि हमें हाय सीक्वेंसआईडेंटिटी या समानता की आवश्यकता है ये मामला लगभग कन्फर्मेशन लगभग तय तो अब प्रोटीन के बाकी हिस्सों के लिए जहां अमीनो एसिड अलग हैं तो हमें साइड चेन को बदलने की आवश्यकता है हम म्यूटेशन करते हैं और साइड चेन को बदलते हैं इस मामले में आपको साइड चेन के कंफर्मेशनकी जांच करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए विभिन्न चेंन्स का एक कंफर्मेशन कौन बनाता है तो हम देखते हैं कि बॉन्ड लेंथआपके पास बॉन्ड एंगल्स और टोरशन एंगल phi और psi है बराबर क्योंकि यह मुख्य चेन और ची एंगल्स से मुख्य रूप से है इसलिए क्योंकि यदि आप साइड चेन के साथ जाते हैं तो साइड चेन कनफर्मेशन को खोजना महत्वपूर्ण है हम साइड चेन पर गौर करते हैं कई रेसिड्यूज में अधिक डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास ये एलेनिन हैं तो कितने घुमाव संभव हैं Student Refer Time 1236 विद्यार्थी यदि मुख्य चेन आप एक CH2 समूह देख सकते हैं तो आपके पास घुमाव हो सकती हैं यदि आप इस सीरिन के लिए जाते हैं या यदि आपके पास थ्रीओनिन है तो आप इस परमाणु के आधार पर अलग अलग घुमाव देख सकते हैं तो यह विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूप ले सकता है तो इस मामले में इसलिए यदि हम इसे लेते हैं तो यह एक प्रोटीन है यहां मैं टायरोसिन 22 दिखाता हूं इसके विभिन्न कंफर्मेशनस हैं हम सभी संभावित कंफर्मेशनसकी जांच करते हैं और फिर यदि आप लाइब्रेरीज को देखते हैं और एक की जांच करते हैं जो सबसे संभावित है इस विशिष्ट रेसिड्यू के प्रकार के आधार पर और यह कहाँ स्थित है तो चाहे वह हेलिक्स में हो या वह स्ट्रैंड हो या चाहे वह बरीड हो या उजागर हो आप अलग अलग कंफर्मेशनस देख सकते हैं और आप प्रत्येक साइड चेन के लिए इनकंफर्मेशनस को ठीक कर सकते हैं अब हमारे पास बैकबोन है और साइड चेन निश्चित हैं यदि ठीक से एक ही रेसिड्यू के साथ एलाइनमेंट किया है और यदि रेसिड्यूज अलग अलग हैं तो हम रेसिड्यूज को सही रूप में बदलते हैं और आप इस उपलब्धलाइब्रेरीज के आधार पर इस मॉडल का निर्माण कर सकते हैं इसलिए इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें लाइब्रेरीज की आवश्यकता है क्योंकि अगर आपके पास घुमाव हैं तो आप 300 360 डिग्री को घुमा सकते हैं तो आप कितने डिग्री घुमा सकते हैं लेकिन यदि आप इसे अलग अलग कोणों और विभिन्न घुमावों से करते हैं तो यह कम्प्यूटेशनल रूप से महंगा है क्योंकि यह विभिन्न कंफर्मेशनस की खोज करता है तो इस मामले के लिए आप उपलब्ध लाइब्रेरीज के लिए जाँच करते हैं कि कई रोटामर लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं वे लाइब्रेरीज को कैसे विकसित करते हैं विद्यार्थी जांच से इस दूरी से सही और ज्ञात स्ट्रक्चरस से भी बराबर अगर वहाँ एलेनिन है या वहाँ एक वेलिन है या आप देख सकते हैं क्या एक संभावित कंफर्मेशन का प्रत्येक अमीनो एसिड अनुकूलन कर सकते हैं और इन पड़ोसी रेसिड्यूज या 3 अलग अलग रेसिड्यूज पर भी निर्भर करता है तो ये सभी इस मामले में एक संभावित लाइब्रेरीज हो सकते हैं यदि आप अपने रेसिड्यूज को अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चरस में सही पाते हैं और विभिन्न स्थानों पर आप रोटामर्स से उचित लाइब्रेरीज प्राप्त कर सकते हैं और हम आपके मॉडल को बनाने के लिए उस कंफर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं यदि आप परिणामात्मक हैं इसका नमूना लेने में लंबा समय लगता है और यह कम्प्यूटेशनल समय के आधार पर बहुत महंगा है इसलिए हम लाइब्रेरीज का उपयोग करते हैं और फिर देखें कि प्रत्येक साइड चेन कौन से कंफर्मेशन का अनुकूलन कर सकता है क्योंकि प्रत्येक साइड चेन सभी संभावित कंफर्मेशनसमे से केवल एक छोटा कंफर्मेशन ही अपना सकती है आप पर्यावरण के साथ जांच कर सकते हैं और किसी भी साइड चेन के लिए आप विशिष्ट कंफर्मेशन उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आप होमोलॉगस प्रोटीन में साहित्य में उपलब्ध इस डेटा को देखते हैं तो मुख्य रूप से वे एक ही रोटामेरीक स्टेट को बनाए रखते हैं और यदि आप समान रेसिड्यूज के 80 प्रतिशत और उत्परिवर्तित रेसिड्यूज के 75 प्रतिशत के लिए ची वैल्यूज लेते हैं तो उनके पास समान कंफर्मेशन होता है और वे बदलते नहीं इसलिए यदि हम इस मूल स्ट्रक्चर टेम्पलेट स्ट्रक्चर और टारगेट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कंफर्मेशनका अंतर कम है बराबर 75 प्रतिशत से ज्यादा रेसिड्यूज के पास समान कंफर्मेशनस हैं तो अब आपके पास उदाहरण के लिए लगभग समान स्ट्रक्चरस हैं यदि आपके पास टेम्पलेट है और आपके पास बैकबोन है और आपके पास एक साइड चेन है और आपके पास लूप है तो आपके पास अभी क्रूड मॉडल है जिसमे हमें देखने की आवश्यकता है इन चरणों के दौरान हमने कई कलाकृतियों या हमारे द्वारा उपयोग की गई विभिन्न कलाकृतियों को पेश किया हम सिर्फ उदाहरण के लिए कई अमीनो एसिड के रेसिड्यूज को बदलते है छोटी साइड चेन को बड़ी साइड चेन से बदलते हैं बस हम इसे सही डालते हैं हमें नहीं पता कि स्टेरीकली उनकी अनुमति है या नहीं हमने जाँच नहीं की है और दूसरा हम अलग अलग प्रोटीनों से कुछ पेप्टाइड्स लेते हैं जैसे लूप मॉडलिंग बराबर अगर आपको उचित डेटा नहीं मिलता है जो आप अलग अलग स्ट्रक्चरस से लेते हैं तो हम इसके समान प्रोटीन और समान फोल्ड्सफोल्ड्स की जाँच नहीं करते हैं हम विभिन्न प्रोटीनों से लेते हैं फिर भी कंफर्मेशनललूप्स को नहीं जानते हैं लूप्स इस मामले में किसी भी कंफर्मेशन को ले सकते हैं हम ज्ञात स्ट्रक्चरस में जो कुछ भी उपलब्ध हैं उसका उपयोग करते हैं इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें इसे अनुकूलित करने की आवश्यकता है तो इस मामले में आप ऊर्जा को कम से कम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह प्रोटीन या यह मॉडल रासायनिक और कंफर्मेशनली रूप से उचित है या नहीं तो ऊर्जा को कम करने के लिए अलग अलग विधियाँ उपलब्ध हैंऔर इसका उपयोग यह देखने के लिए कि क्या कोई प्रोटीन यथोचित रूप से अनुकूल है या नहीं और फिर हम md डायनामिक सिमुलेशन भी देख सकते हैं आप यह देख सकते हैं किअलग अलग समय में आपके प्रोटीन की संभावित कंफर्मेशन क्या है इससे बड़ी त्रुटियों को भी दूर करने में मदद मिल सकती है इससे कम ऊर्जा वाला कंफर्मेशन भी मिल सकता है तो आप देख सकते हैं कि यह बैकबोन है और यदि आप अंत में गतिशील करते हैं तो हमें स्थिर3D स्ट्रक्चर मिलेगी इसलिए एक बार जब आप अपना मॉडल विकसित कर लेते हैं तो यह एक पूरी तरह से क्रूड मॉडल होता है जिसे देखने के लिए और ऊर्जावान रूप से अनुकूल स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए आपको एनर्जी मिनिमाइजेशन करने की आवश्यकता होती है और अधिक पहलू के लिए यदि आप एमडी सिमुलेशन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक रेसिड्यूज की संभावित कंफर्मेशन क्या हो सकती है और क्या सबसे कम ऊर्जा के साथ बेहतर कंफर्मेशन पाना संभव है ऊर्जा की स्थिति इसलिए यदि आप स्ट्रक्चर को मॉडल करते हैं और आपने इसे अनुकूलित किया है और आपको स्ट्रक्चर मिल गई है तो आपकी स्ट्रक्चर सही हो गई है फिर अगला सवाल यह है कि क्या यह मॉडल विश्वसनीय है या नहीं फिर हम उन सभी प्रयोगों को करते हैं जो हम उचित टेम्पलेट की जांच करते हैं और ऊर्जा को कम करते हैं और आपने सब कुछ किया है और अंत में वे मान्य करने जा रहे हैं इसे कैसे मान्य करें पहले हम देखते हैं कि क्या बॉन्ड की लंबाई बॉन्ड एंगलस और टोरशन एंगलऔर स्टिरियोकेमिकल गुण वे ठीक से सेट हैं या नहीं और दूसरा उदाहरण के लिए विशिष्ट महत्वपूर्ण रेसिड्यूज एक्टिव साइट रेसिड्यूज या किसी एंटीजेनिक साइट के रेसिड्यूज तो इन रेसिड्यूज में एक्टिव साइट रेसिड्यूज को सही तरीके से कॉन्फ़िगर करने के लिए उचित कंफर्मेशन है वे अन्य अणुओं के साथ बातचीत करते हैं आपके पास कुछ प्रकार की पॉकेट होनी चाहिए बराबर और इसलिए आपको यह देखने की आवश्यकता है कि ये सभी चीजें सही हैं या नहीं और सही फोल्ड की जांच करें कि क्या यह ठीक से मुड़ा हुआ है क्योंकि यदि आप सीक्वेंसेस को देखते हैं तो आप फोल्ड कोअसाइनकर सकते हैं और अंतिम स्ट्रक्चरउचित फोल्ड मे हैं या नहीं स्टिरियोकेमिकल गुणों के आधार पर या ऊर्जा के आधार पर स्ट्रक्चर को मान्य करने के लिए साहित्य में विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं बराबर और प्रायोगिक जानकारी के आधार पर कि आपके मॉडल सही हैं या नहीं यह प्रमाणित करने के लिए साहित्य में विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं इसलिए यहां उदाहरण के लिए मैं उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूंProcheck या यह Whatif स्टिरियोकेमिकल कंफर्मेशन की जांच करेगाउदाहरण के लिए बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल टोरशन एंगल और परमाणु संपर्क विभिन्न अमीनो एसिड के बीच उचित संपर्क हो या न हो दूसरा रामचंद्रन प्लॉटस है यह स्ट्रक्चर के मूल्यांकन के लिए प्रमुख घटकों में से एक है कि स्ट्रक्चर मुख्य रूप से अनुमत क्षेत्र में है या नहीं एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो यह सुनिश्चित करता है कि मॉडल की बैकबोन सामान्य है क्योंकि यदि अधिकांश रेसिड्यूज रामचंद्रन प्लॉटस के अनुमत क्षेत्र के भीतर हैं तो आप देख सकते हैं कि बैकबोन कन्फर्मेशन लगभग सही है आप मॉडल प्राप्त करने के लिए कई सर्वरों का उपयोग कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको अपने विशिष्ट मॉडल की जांच और सत्यापन करना होगा So we see the Ramachandran plot then if you have the template and the a query you will get almost similar why it is similar तो हम रामचंद्रन प्लॉट देखते हैं अगर आपके पास टेम्पलेट और एक क्वेरी है तो आपको लगभग समान मिलेगा क्यों यह समान है Student Because backbone hereविद्यार्थी यहां बैकबोन क्योंकि बैकबोन हम सिर्फ इस टेम्पलेट से कॉपी कर रहे हैं तो इस मामले में लगभग आप समान स्ट्रक्चरस को देख सकते हैं लेकिन न्यूनतमकरण के दौरान हम कन्फर्मेशन को बदलते हैं और अंत में आपको यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या वे ठीक से एलाइन हैं तो आप देख सकते हैं यह एक टेम्पलेट एक अच्छा ढांचा देता है और आप इसमें से अधिकांश रेसिड्यूज को देख सकते हैं जो अल्फा हेलिक्स के साथ साथ बीटा स्ट्रैंड्स के लिए रामचंद्रन प्लॉट के बाईं ओर हैं फिर आप उदाहरण के लिए विशिष्ट रेसिड्यूज की जाँच करें ग्लाइसिन क्योंकि ग्लाइसिन के रामचंद्रन प्लॉट में अलग अलग कन्फर्मेशन हैं जो कि मैं अब दिखाऊंगा और प्रोलीन रामचंद्रन प्लॉट में प्रोलीन कहां पर स्थित है तो यहाँ यह सामान्य केस के लिए प्लॉट है अब यह आपका अल्फा हेलिक्स है और आप बीटा स्ट्रैंड को यहाँ देख सकते हैं और कुछ मामलों में आप ग्लाइसिन के लिए ग्लाइसिन को देख सकते हैं और यहाँ ये प्रोलाइन के लिए हैं इसलिए जांचें कि क्या ग्लाइसीन प्रोलिन हैं उन्हें भी ठीक से रखा गया है उनके पास एक कन्फर्मेशनएंगल है जो इस रामचंद्रन प्लॉट से देखा जा सकता है तो यह एक उदाहरण है जिसे आप Procheck से प्राप्त करते हैं आपको स्ट्रक्चर मिलती है और आप Procheck सर्वर में अपनी स्ट्रक्चर जमा करते हैं यह बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल्स और टोरशन कोण की पहचान करेगा और उनमें से कितने सीमा के भीतर हैं For example we see the length 991 percent are within the limitउदाहरण के लिए हम देखते हैं कि लंबाई 991 प्रतिशत सीमा के भीतर है So these are bond angles you can see the 981 percent and the planar groups they are 100 percent within the limitतो ये बॉन्ड एंगल्स हैं आप 981 प्रतिशत देख सकते हैं और प्लेनर समूहों को जो सीमा के भीतर 100 प्रतिशत हैंदेख सकते हैं तो इस मामले में मॉडल उचित रूप से अच्छा है फिर रामचंद्रन प्लॉट को देखें आप देख सकते हैं कि वे अनुमत क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं ये अनुमत क्षेत्र हैं या आप आंशिक रूप से अनुमत क्षेत्र कह सकते हैं इसलिए यह 98 प्रतिशत के आसपास भी ठीक है जो इस क्षेत्र में अनुमत क्षेत्रों में हैं मॉडल ठीक काम करता है अब मैं आपको केस स्टडी के रूप में एक उदाहरण देता हूं तो मेरे पास एक सीक्वेंस है यह टाइरोसिन कायनेज प्रोटीन सी हां कायनेज है यह एक कोलोरेक्टल कैंसर के रूप में लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है बराबर तो पहले एक मॉडल विकसित करने के लिए आपको क्या करना है Student आपको टेम्प्लेट ढूंढने होंगे इसलिए हमें ब्लास्ट करना होगा इसलिए हम अलग अलग शब्द अलग अलग पहचान के अलग अलग सीक्वेंस प्राप्त करेंगे जैसे 90प्रतिशत 98प्रतिशत 72प्रतिशत तो टेंप्लेट का चुनाव कैसे करेंगे सबसे पहले आप एक समान परिवार देखेंगे आप देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर पता है या नहीं कभी कभी आपको 98प्रतिशत सीक्वेंसआईडेंटिटी मिलेगी लेकिन स्ट्रक्चर पूर्ण नहीं है यदि आप केवल आंशिक स्ट्रक्चर जानते हैं तो आपके पास PDB के लिए पूर्ण स्ट्रक्चर होनी चाहिए सीक्वेंस एलाइन है एलाइन करें और बताएं कि यह 98 प्रतिशत सही है लेकिन यदि आप स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यह केवल स्ट्रक्चर है तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पूरी स्ट्रक्चर उपलब्ध है इसलिए इस मामले में यदि हमारे पास ह्यूमन काइनेज है तो हम 2SRC चुनते हैं वे एक ही काइनेज परिवार से संबंधित हैं और यह C हां काइनेज है और यहां आप इस SRC काइनेज को देख सकते हैं और रिज़ॉल्यूशन को देख सकते हैं कि आपके द्वारा चुना गया टेम्पलेट उच्च रिज़ॉल्यूशन वाला होना चाहिए न कि कम रिज़ॉल्यूशन स्ट्रक्चर वाला यह १5 एगस्ट्रोम 15 Angstromहै तो यह ठीक है और दूसरा पहलू यह है कि यदि आप कम समान टेम्पलेट प्राप्त करते हैं तो आप देखते हैं कि वे स्ट्रक्चरली समान हैं या नहीं बराबर उदाहरण के लिए यदि हमारे पास ये बाइंडिंग साइटस हैं तो यह भी संभव है इसलिए साइटस को ठीक से एलाइन किया जाता है उन क्षेत्रों को ठीक से एलाइन किया जाता है केवल विशिष्ट मोटीफ्स हैं तो यह देखें कि विशिष्ट मोटीफ्स को वे ठीक से एलाइन करते हैं सीक्वेंसआईडेंटिटी भी कम हैं आप इस मामले में स्ट्रक्चरस का चयन कर सकते हैं आपकी स्ट्रक्चर समान रूप से कार्यात्मक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के समान होगी जो भी संभव है ठीक इस प्रकार यदि हम इस स्ट्रक्चर को लेते हैं बराबर तो यह सकारात्मकता के साथ 84 प्रतिशत की पहचान है बराबर यहां सकारात्मक 92 प्रतिशत बराबर इधर समानता हैं और कोई अंतर नहीं है क्योंकि सभी रेसिड्यूज ठीक से एलाइन किए गए हैं और हमारे पास पूरी स्ट्रक्चर है तो 84 प्रतिशत सीक्वेंसआईडेंटिटी के साथ और आप इसे अपने टेम्पलेट के रूप में मान सकते हैं जब आप एक टेम्पलेट बनाते हैं तब अंत में आप स्ट्रक्चर को सही बनाते हैं लूप मॉडलिंग की तरह और आप बैकबोन जनरेशन और साइड चेन मॉडलिंग का सही उपयोग कर सकते हैं बराबर अंत में आप ऊर्जा न्यूनतम स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं यह एक स्ट्रक्चर है जिसे आप नीला देख सकते हैं यह C हां काइनेज के लिए है और धूसर रंग जो कि एसआरसी काइनेज के लिए है और आरएमएसडी RMSD लगभग 1 एंग्स्ट्रॉम है तो यह एक उचित रूप से अच्छी स्ट्रक्चर है हम इसे प्राप्त कर सकते हैं फिर हम अपने मॉडल को मान्य करते हैं यह उन उदाहरणों में से एक है रामचंद्रन प्लॉटकर सकते हैं आप डॉट्स को सही देख सकते हैं जो मुख्य रूप से अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड में हैं हम इन रेसिड्यूज का लगभग 90 प्रतिशत अनुमत क्षेत्र पर देखते हैं और लगभग नौ प्रतिशत आंशिक रूप से अनुमत क्षेत्र में हैं इस मामले में आप देख सकते हैं कि मॉडल यथोचित रूप से अच्छा है और आप अन्य अनुप्रयोगों के लिए इस मॉडल को छू सकते हैं इसलिए यहां सीक्वेंस की पहचान बहुत अधिक है तो आप देख सकते हैं RMSD 1 एंग्स्ट्रॉम है इस मामले में हम इनका उपयोग विभिन्न आकार को समझने के लिए भी कर सकते हैं और साथ ही इस मॉडल का उपयोग स्ट्रक्चर आधारित दवा डिजाइन में प्रमुख यौगिकों की पहचान के लिए कर सकते हैं यह संभव है क्योंकि यह स्ट्रक्चरस के समान उच्च रिज़ॉल्यूशन देता है जिसे आप प्रयोग से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए ये होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए अलग अलग सर्वर हैं जिसमें आप स्विस मॉडल या WhatIF के अलग अलग सर्वर का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ यह व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले टूल्समें से एक है जैसे कि मॉडेलर इसमें ऐसा करने के लिए विभिन्न विकल्प हैं तो आप इस सॉफ़्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और होमोलॉजी मॉडलिंग का उपयोग करके स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं तो अब इसने यह होमोलॉजी मॉडलिंग की है यदि आपके पास कोई सीक्वेंस आईडेंटिटी नहीं है तो आपको क्या करना है आपको इस मामले में खरोंच से ठीक करना होगा इस मामले में आपके पास कोई सीक्वेंस है आप स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन हमें भौतिक सिद्धांतों के आधार पर सीक्वेंस से करने की आवश्यकता है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल टोरशन एंगल क्या है और किस प्रकार के इंटरैक्शनस हैं यह एक चार इंटरैक्शन बना सकता है एक पांच इंटरैक्शन बराबर विभिन्न प्रकार के वैन डेर वाल्स इंटरैक्शनस इन सभी चीजों को करें यह समय मांगते हैं क्योंकि कम्प्यूटेशनल महंगा है क्यों यह कम्प्यूटेशनल महंगा है क्योंकि हमें खरोच से करने की आवश्यकता है और यह मुख्य रूप से भौतिक मॉडल पर आधारित है हमें ऊर्जा की गणना करने की आवश्यकता है और हमें प्रत्येक परमाणु के लिए अलग अलग स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है तो एक स्ट्रक्चर प्राप्त करने में बहुत समय लगता है और यह एक कारण है initio भविष्यवाणी हम केवल छोटे प्रोटीन के लिए उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए 100से कम रेसिड्यू यदि यह बहुत ज्यादा है तो इस मामले में सभी न्यूनतम करना बहुत मुश्किल है फिर वे क्या करते हैं इसलिए वे डोमेन जानकारी के आधार पर टुकड़ों में बांटते हैं और प्रत्येक डोमेन के लिए प्रोटीन मॉडल करते हैं और फिर अंतिम सीक्वेंस प्राप्त करने के लिए वे सब कुछ एक साथ जोड़ कर न्यूनतमकरण करते हैं इसलिए ज्ञान आधारित दृष्टिकोण के कारण यह विफल हो सकता है क्योंकि सजातीय स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं हैं और यदि नए फोल्डस हैं तो वे इस ज्ञान आधारित दृष्टिकोण को करने के लिए इन समान फोल्डस की तलाश करते हैं तो Rosetta ab initio मॉडलिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है इसलिए वे शुरुआत से क्या करते हैं और वर्तमान में उन्होंने होमोलॉजी मॉडलिंग को ab initio के साथ लागू किया है बराबर वे स्थानीय सीक्वेंस वरीयता के आधार पर कुछ अंशों को लेते हैं और आप अलग अलग मामलों के लिए फ्रेगमेंट्स की लाइब्रेरी को देख सकते हैंऔर वे सोचते हैं कि उनके पास गोलाकार गुण जैसे मूल हैं तो वे आबादी से इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने अज्ञात मामलों के लिए छोटे के लिए वे मॉडलिंग करते हैं और फिर अंत में वे मॉडल उत्पन्न करते हैं और अंत में विभिन्न संभावित सीक्वेंसेस के साथ जाते हैं और सबसे अच्छा एक का चयन करते हैं उन्होंने आईआईटी मद्रास आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर जयराम द्वारा उत्पन्न किए गए सर्वर जिसका नाम भागीरथ है का भी उपयोग किया जो भी ab initio मॉडलिंग तकनीक पर आधारित है अगर आपके रेसिड्यूज 100 रेसिड्यूज से कम हैं और प्रोटीन आकार में छोटा है तो इसकी यथोचित सटीकता भी है तो एक और विधि है जिसे थ्रेडिंग या फोल्ड पहचान कहा जाता है इस मामले में आप उदाहरण के लिए सीक्वेंस और टेम्पलेट के बीच सबसे अच्छा फिट देख सकते हैं अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है तो सीक्वेंस से आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पास ऊर्जा फ़ंक्शन है और देखें कि यह के साथ कैसे फिट हो सकता है यह एक तरह का 1 डी से 3 डी मे एलाइनमेंट है तो क्या करें कि हम सबसे पहले ऊर्जा फ़ंक्शन प्राप्त करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कठिन कदम है और टेम्पलेट लाइब्रेरी आप प्रोटीन डेटा बैंक में उपलब्ध अलग अलग जब स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं जो आप लाइब्रेरी बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऊर्जा फ़ंक्शन किस प्रकार के प्रोटीन के साथ फिट बैठता है और फिर स्कोर का उपयोग करके टेम्पलेट के साथ सीक्वेंस एलाइनमेंट करें स्कोर वे सांख्यिकीय क्षमता पर निर्भर करते हैं कि रेसिड्यू एक दूसरे के कितने करीब हैं या भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर पर्यावरण क्या है और इस पर आधारित अंतराल के बारे में कैसे वे ऊर्जा कार्यों को विकसित करते हैं और फिर सही तुलना करते हैं यह 1 डी से 3 डी मे एलाइनमेंटअलीग्न्मेंतहै एक बार जब पूरी फोल्ड सेट हो जाती है तो वे होमोलॉजी मॉडलिंग और एनर्जी मिनिमाइजेशन का उपयोग करके स्ट्रक्चर को निखार सकते हैं उदाहरण के लिए यह कैसे करें यह आपका लक्ष्य सीक्वेंस सही है और हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट हैं पहले आपने ऊर्जा फ़ंक्शन लिया है स्ट्रक्चर के साथ सीक्वेंस एलाइनमेंट करने के लिए और फिर वे फिट की अच्छाई की तलाश करते हैं जो कि विभिन्न टेम्पलेट्स और रैंकों के आधार पर एलाइनमेंट करेगा And finally they get the best one based on the rank how to use the scoring function okऔर अंत में वे रैंक के आधार पर सबसे अच्छा एक प्राप्त करते हैं कि स्कोरिंग फ़ंक्शन का उपयोग कैसे करें ठीक है यह एक ऐसा सीक्वेंसहै जिसमें वे 3 अलग अलग पहलुओं का उपयोग करते हैं एक वह है जो संभावना है कि 2 रेसिड्यू संपर्क में हैं उदाहरण के लिए यदि हम सीक्वेंस को जानते हैं कि 2 रेसिड्यूज क्या हैं जो उच्च संभावना है कि वे एक दूसरे के संपर्क में हैं उदाहरण के लिए यह लाइसिन और एक अन्य एसपारटिक एसिडवे एक दूसरे के करीब हो सकते हैं उदाहरण के लिए यह और यह करीब हो सकता है एक दूसरे के या यह लूसीन और यह टायरोसिन एक दूसरे के करीब हो सकते हैं फिर स्ट्रक्चरस को देख सकते हैं और उनके स्कोरिंग फ़ंक्शन होता है दूसरे पर वे देखते हैं कि वे स्ट्रक्चर के वातावरण के साथ कितनी अच्छी तरह फिट होते हैं वे अमीनो एसिड के भौतिक गुणों को देखते हैं सीक्वेंस और विभिन्न सेकेंडरी स्ट्रक्चरस बराबर और सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी क्या वे बरीड हैं वे उजागर हैं और स्ट्रक्चरसमें देखते हैं कि क्या यह बरीड है या समान सेकेंडरी स्ट्रक्चरस के रूप में उजागर किया गया है और इसके आधार पर वे फ़ंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं फिर अंतराल को देख सकते हैं गैप पेनल्टी देना इसलिए इन 3 पहलुओं पर विचार करते हुए उन्हें यह कुल ऊर्जा प्राप्त होती है यह एक है संभावित की संभावना और यह स्ट्रक्चरल वातावरण और अंतर है और उन्होंने सब कुछ संयोजित किया और यदि आपके पास यह क्रम है तो इससे बहुत अधिक मूल्यों का ऊर्जा कार्य होगा तो फिर सभी टेम्प्लेट लें जिसमें से एक सबसे अच्छा है फिर इन सभी पहलुओं की जांच करें और मॉडलों को रैंक करें और इस क्रम की जांच करें यह संभावित मॉडल हो सकता है यह एक तरह का 1 डी है 3 डी मॉडल बराबर सीक्वेंस मिलता है और फिर ढूंढें स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है प्रोटीन फोल्डिंग बेस ऑन फोल्ड रिकॉग्निशन तो हम 3 अलग अलग प्रकार की मॉडलिंग तकनीकों के बारे में चर्चा करते हैं 3 अलग अलग प्रकार की मॉडलिंग तकनीकें क्या हैं विद्यार्थी होमोलॉजी मॉडलिंग Homology modellingहोमोलॉजी मॉडलिंग विद्यार्थी ab initio Ab initioab initio विद्यार्थी फोल्ड रिकॉग्निशन rightऔरफोल्ड रिकॉग्निशन बराबर तो अब CASP नामक एक प्रतियोगिता है बराबर एक स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी का आलोचनात्मक मूल्यांकन वे 2 साल में एक बार करते हैं बराबर तो वे क्या करते हैं तो उन्हें क्रिस्टलोग्राफरों से या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रयोगात्मक संरचनाएं मिलती हैं PDB में इसे प्रकाशित करने से पहले वे स्ट्रक्चरस रखते हैं और प्रतिस्पर्धा के लिए सीक्वेंसेस को खुला करते हैं तो आप पंजीकरण कर सकते हैं और आप मॉडल विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं या आप विभिन्न मेटा सर्वरों का उपयोग कर सकते हैं तो वहाँ मेटा सर्वर उपलब्ध हैं आप उन विभिन्न मॉडलों के साथ मॉडल प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं कि 50 मॉडल में से कौन से 10 सबसे अच्छे हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं तो फिर आप अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं और वे मूल्यांकन करते हैं और एक बार स्ट्रक्चर ज्ञात है कि वे तुलना कर सकते हैं इसलिए कल हमने जब स्ट्रक्चरस के एलाइनमेंट के बारे में चर्चा की इसलिए वे एलाइनमेंट का उपयोग करते हैं और स्ट्रक्चरली संरक्षित क्षेत्रों को ठीक से देखते हैं और फिर देखते हैं कि आपका मॉडल ज्ञात स्ट्रक्चरस के साथ कितनी दूर फिट हो सकता है और तदनुसार वे आपको ठीक बताएंगे हम इस श्रेणी के तहत काम करते हैं यह विधि ठीक काम करती है कम RMSDके साथ वे सरल प्रोटीन या जटिल स्ट्रक्चरस के साथ विभिन्न प्रकार के प्रोटीन देते हैं और इसी तरह बराबर तब आप इस बात का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि कौन सी विधि बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है उदाहरण के लिए ये क्रम किस प्रकार का है आपकी सीक्वेंसआईडेंटिटी अधिक है हम उम्मीद करते हैं कि होमोलोजी मॉडलिंग ठीक काम करे और अन्य मामलों में initio अच्छी तरह से काम कर सकता है कुछ फोल्ड रिकॉग्निशन तो यह अंधी भविष्यवाणी विधि है जिसे कोई भी पंजीकृत कर सकता है और उस पर काम कर सकता है या शायद आप अगले वर्ष भी कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पास प्रतियोगिता है इसलिए देखें कि क्या उनका तरीका सही स्ट्रक्चरस की भविष्यवाणी कर सकता है जो इन अन्य उपलब्ध मौजूदा तरीकों के साथ ठीक है जो आज हमने चर्चा की है विद्यार्थी हमने स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन से शुरुआत की मुख्य रूप से सीक्वेंस से 3 डी स्ट्रक्चर्स की भविष्यवाणी के साथ हाँ तो समस्या का नाम क्या है विद्यार्थी प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन फोल्डिंग समस्या क्योंकि सीक्वेंसेस और स्ट्रक्चरस की तुलना करते समय ज्ञात सीक्वेंसेस लगभग 700 से 800 गुना है एक मॉडल का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है बराबर फ़ंक्शन को समझने के लिएस्ट्रक्चरस महत्वपूर्ण हैं इसलिए तब हमने विभिन्न प्रकार के मॉडलिंग के बारे में चर्चा की यदि आप होमोलोजी मॉडलिंग के बारे में सोचते हैं तो हमें कवरेज और सीक्वेंस आईडेंटिटी देखने के बारे में सोचना होगा और फिर आप टेम्पलेट का चयन कर सकते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रक्चरस हैं जो आपके सीक्वेंसके साथ फिट हो सकती हैं फिर हमने भौतिक ऊर्जा कार्यों के आधार पर ab initio के बारे में चर्चा की यदि होमोलॉजी मॉडलिंग या फोल्ड रिकॉग्निशन विफल हो जाती है तो इस ab initio को करना बहुत महत्वपूर्ण है तो आप अगली कक्षाओं में इन ab initioस्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के साथ कर सकते हैं मैं कुछ अनुप्रयोगों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करूँगा कि कैसे हम सीक्वेंसऔर स्ट्रक्चरस से प्राप्त मापदंडों का उपयोग प्रोटीन फोल्डिंग रेटस या प्रोटीन स्थिरता या प्रोटीन इंटरेक्शनस को समझने के लिए कर सकते हैं और संरचना आधारित दवा डिजाइन और इसी तरह ध्यान देने के लिए धन्यवाद